इन व्याख्यान में हम दूसरे साधन में स्कैटरिंग मापदंडों को देखेंगे जो हमने पेश किया है अब यह पहला है स्पष्ट रूप से Z मैट्रिक्स आयातित मैट्रिक्स एक लोकप्रिय उपकरण है तो यह S मापदंड Z से संबंधित है यदि आप Z मैट्रिक्स जानते हैं तो आप S मापदंड पा सकते हैं इसका मतलब है कि कोई भी लंपड नेटवर्क में यदि आप Z मापदंड को जानते हैं तो आप हमेशा इस S मापदंड को पा सकते हैं हम एक समस्या में देखेंगे कि एक लंपड नेटवर्क देगा इसलिए यदि आप इसके S मापदंड को सीधे खोजना चाहते हैं जो एक समस्या हो सकती है क्योंकि लंपड मापदंडों के लिए आयातित और परावर्तित वोल्टेज को अलग करना एक समस्या बन जाती है तो उनका Z मापदंड खोजना आसान है आप ऐसा कर सकते हैं और फिर S मापदंड पर आ सकते हैं दूसरी ओर यह हम कहते हैं कि दूसरा समीकरण से यदि आप S मापदंड को जानते हैं तो आप Z पा सकते हैं अब माइक्रोवेव नेटवर्क के लिए यह मददगार है क्योंकि माइक्रोवेव नेटवर्क में आप देखते हैं कि परावतित संचारित तथा आयातित तरंग का पता लगाना आसान है तो उनका अनुपात खोजने में आसान है आप S मैट्रिक्स पाते हैं फिर Z मैट्रिक्स पाते हैं तो मान लीजिए कि एक संचारण लाइन दी गई है अब इसका S मैट्रिक्स ढूंढना आसान है लेकिन अगर आप संचारण लाइन के Z मापदंड को खोजना चाहते हैं तो पहले S मापदंड खोजें फिर इस समीकरण का उपयोग करके Z मापदंड में को खोजें तो ये 2 संबंध मदद करते हैं और एक बार जब आप Z जानते हैं फिर आप जानते हैं कि Z और Y के बीच संबंध हैं तो अगर मुझे पता है कि Z मैं Y में जा सकता हूं तो भी Z और H के बीच संबंध हैं तो अगर मुझे Z पता है कि मैं H पर भी जा सकता हूं Z और a b c d के बीच संबंध हैं तो अगर मुझे Z पता है मैं a b c d पर जा सकता हूं तो इन 2 के साथ आप 1 से दूसरों तक जा सकते हैं तो हमारी सलाह यह है कि अगर एक लंपड नेटवर्क है तो वितरित नहीं किया गया है Z या Y को खोजने का प्रयास करें जो भी सुविधाजनक हो अंत में Z खोजें और यदि आप Z से S खोजना चाहते हैं तो S खोजने के लिए इस सूत्र का उपयोग करें दूसरी ओर यदि कोई वितरित रेखा है तो उसके S मापदंड को खोजने की कोशिश करें और S मापदंड से आप आवश्यकतानुसार Z या Y पर आ सकते हैं अब कई बार हम देखते हैं कि एक नेटवर्क पारस्परिक है तो यदि हम किसी भी गैर पारस्परिक उपकरण का उपयोग नहीं करते हैं तो बहुत लोकप्रिय गैर पारस्परिक डिवाइस में से 1 फेराइट है इसलिए यदि फेराइट का उपयोग नहीं किया जाता है या ऐसे अन्य गैर पारस्परिक विशेष सामग्रियों का उपयोग नहीं किया जाता है तो अधिकांश निष्क्रिय उपकरणों में वे सममित या उनके पारस्परिक नेटवर्क हैं यदि पारस्परिक स्कैटरिंग मैट्रिक्स जो सममित हो जाता है तो अब सममित का अर्थ है कि S और S वे समान हैं आप एक मैट्रिक्स देखते हैं मैं मैट्रिक्स का एक ट्रांसपोज़ ले सकता हूं तो एक पारस्परिक नेटवर्क S के लिए और इसका ट्रांसपोज़ समान है तो हम आसानी से ले सकते हैं कि क्या A अगर हम किसी नेटवर्क के S मैट्रिक्स को जानते हैं विशेष रूप से विश्लेषक नेटवर्क के साथ तो हम S मैट्रिक्स का पता लगा सकते हैं हम आसानी से जांच सकते हैं कि यह पारस्परिक नेटवर्क है या नहीं अब यदि कोई नेटवर्क क्षतिरहित है क्षतिरहित का मतलब है शक्ति का अपव्यय नहीं होता है वहाँ के बारे में अध्ययन करने में क्या है कोई नुकसान नहीं है जिसे क्षतिरहित नेटवर्क कहा जाता है तो एक क्षतिरहित नेटवर्क के लिए S मैट्रिक्स वह विशेषता है जिसे आप देखते हैं यदि आप किसी भी नेटवर्क को याद करते हैं जिसका संयुग्म ट्रांसपोज़ के व्युत्क्रम के बराबर है जिसे एकात्मक मैट्रिक्स कहा जाता है तो एक क्षतिरहित नेटवर्क के लिए S एकात्मक मैट्रिक्स है अब अगर किसी भी एकात्मक मैट्रिक्स के लिए तत्व इस तरह से संबंधित हैं यह डेल्टा क्रोनकर है जिसका अर्थ है जब मैं i j 1 यह डेल्टा 1 बन जाता है यदि मैं ij ≠ 1 डेल्टा 0 बन जाता है अब इन्हें 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है 1 आप देख रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि Sk का कोई भी कॉलम 1 के बराबर है इसका मतलब है कि एक ही कॉलम S मैट्रिक्स है किसी भी विशेष कॉलम का अगर यह एक ही कॉलम के संयुग्म के साथ अदिश गुडनफल 1 है तो कॉलम के साथ संयुग्मित किसी भी कॉलम के अन्य कॉलम के संयुग्मित के साथ अदिश गुडनफल हमें 0 देंगे इसलिए एकात्मक के लिए इन दोनों स्थितियों को एक साथ संतुष्ट किया जाना चाहिए यदि उनमें से किसी को भी प्रकाश डाला गया है तो यह एकात्मक मैट्रिक्स नहीं है तो एकात्मक मैट्रिक्स के लिए i j के लिए तो यह हालत होनी चाहिए इसका मतलब है किसी भी कॉलम का अगर यह एक ही कॉलम के संयुग्म के साथ अदिश गुडनफल 1 है अन्य कॉलम के साथ कोई भी कॉलम संयुग्मित होता है तो मान लीजिए कि मेरे पास है अब पहला कहता है कि यह एक कॉलम है इसलिए यदि मैट्रिक्स एकात्मक है तो मुझे मिलेगा यह भी पहली विशेषता है इसका मतलब है एकात्मक के लिए मेरे पास ये 3 समीकरण होंगे इसके अलावा मेरे पास 3 और समीकरण होंगे जो 1 दूसरे के साथ होंगे तो जब यह 0 होगा तो यह 0 होगा इसका मतलब है कि तो इन तीनों को एकात्मक होने के लिए और इन तीन और छह समीकरणों को संतुष्ट करने की आवश्यकता है फिर कहेंगे कि मैट्रिक्स क्षतिरहित या एकात्मक मैट्रिक्स है तो क्षतिरहित नेटवर्क में इसका स्कैटरिंग मापदंड मैट्रिक्स इन सभी समीकरणों को संतुष्ट करता है इसलिए कि हम किसी भी कॉलम के उसी कॉलम के संयुग्म के साथ अदिश गुडनफल को 1 कह रहे हैं और किसी भी कॉलम का अन्य किसी भी कॉलम के संयुग्म के साथ अदिश गुडनफल को 0 इसलिए दोनों चीजों को एक साथ संतुष्ट होना चाहिए यदि उनमें से कोई भी हो उल्लंघन किया जाता है यह एकात्मक स्कैटरिंग मैट्रिक्स नहीं है इसका मतलब है कि नेटवर्क क्षतिरहित नहीं है मान लीजिए अगर हमारे पास एक प्रतिरोधक नेटवर्क है तो आप जानते हैं कि प्रतिरोध शक्ति का अपव्यय बनाता है इसलिए यह मैट्रिक्स क्षतिरहित नहीं हो सकता है इसलिए यदि आपके पास नेटवर्क में उपयोग किया गया कोई प्रतिरोध है तो आप देख सकते हैं कि S मैट्रिक्स क्षतिरहित नहीं हो सकता a और b बी सही है इसलिए अब अगर क्षतिरहित और साथ ही पारस्परिक नेटवर्क जो विशेषता पंक्तियों के साथ साथ स्तंभ के लिए भी है क्योंकि पारस्परिक नेटवर्क के लिए और इसका ट्रांसपोज़ समान है तो आप जानते हैं कि पंक्तियों का ट्रांसपोज़ स्तंभ होता है तो यहाँ यह गुण स्तंभों के लिए है अब पारस्परिक पंक्तियों के लिए भी इन पंक्तियों का अर्थ होगा कि इस पंक्ति के साथ संयुग्मित 1 होगा इस पंक्ति के साथ संयुग्मित 1 होगा इस पंक्ति के साथ संयुग्मित 1 होगा ये दूसरी पंक्ति के साथ संयुग्मित शून्य होंगे इन संयुग्मित एक और पंक्ति के साथ 0 की तरह होगा इसलिए इन सभी की आवश्यकता तब होती है जब हम विभिन्न विशेष नेटवर्क को हल करने का प्रयास करते हैं ये गुण हमें इन चीजों को यह बहुत उपयोगी गुण पता लगाने में मदद करते हैं अब हम एक और चीज़ पर आते हैं जो हमें 2 पोर्ट नेटवर्क में देखते हैं हमारे पास है और यह क्या है मैच लोड अब S11 सामान्य रूप में परावर्तित गुणांक के बराबर है पोर्ट 1 का परावर्तित गुणांक क्या है पोर्ट 1 का परावर्तित गुणांक है परंतु इन की अतिरिक्त स्थिति के साथ तो हम कह सकते हैं कि यदि पोर्ट 2 को मैच लोड में समाप्त किया जाता है तो केवल परावर्तित गुणांक S11 समान होते हैं अन्यथा वे भिन्न होते हैं S11 इस स्थिति के तहत होता है परावर्तित गुणांक परावर्तित गुणांक यही कारण है कि हम सामान्य रूप से कह रहे हैं कि अलग है यही कारण है कि पहला उत्तर नहीं है और दूसरा उत्तर केवल हां है जब अन्य सभी पोर्ट्स का मिलान किया जाता है तो S11 और विक्षेप गुणांक समान रूप से एक गलत धारणा है कई बार लोग इसे परस्पर कहते हैं लेकिन आपको यह याद रखना चाहिए कि इसके तहत उनकी हाँ पर शर्त रखें अन्यथा वे 2 अलग अलग हैं क्या Snm का संचरण गुणांक है फिर से हमारा उत्तर हां या ना में है इसलिए यह तब हां होगा जब यह पोर्ट m से पोर्ट n तक संचारित गुणांक होगा जब अन्य सभी पोर्ट को मिलान किया जाएगा तो यह मिलान संचारण महत्वपूर्ण है अन्य पोर्ट मिलान टर्मिनेटेड है तो मापदंड Snm संचारण गुणांक है तो एक 2 पोर्ट नेटवर्क में कहते हैं कि S21 पोर्ट 1 से पोर्ट 2 के लिए संचारण गुणांक उत्तर हां में मिलने पर हां है दूसरे पोर्ट 2 पोर्ट का मिलान टर्मिनेटेड होता है जिसका अर्थ है फिर से यदि आप बनाते हैं तो इस का मतलब पोर्ट 2 मिलान टर्मिनेटेड हो जाता है फिर S21 संचारण गुणांक है तो एक नेटवर्क विश्लेषक S11∧ S21 को मापता है अब याद रखें कि वे वास्तविक मामलों में हैं जब समाप्ति पोर्ट 1 या 2 में भिन्न होती है जिसके आधार पर कुछ अन्य परावर्तित गुणांक हो सकते हैं केवल तब जब पोर्ट 2 का मिलान किया जाता है फिर S11 विक्षेपण गुणांक है इसी तरह S21 के लिए केवल जब पोर्ट 2 का मिलान होता है तो S21 संचारण गुणांक होता है अब S मापदंड नेटवर्क के के गुण हैं अपने नेटवर्क के चरित्र हैं तो S मापदंड पोर्ट टर्मिनेशंस पर निर्भर नहीं करता है यह पोर्ट टर्मिनेशंस को बदल देगा S मापदंड बदल नहीं जाता है क्योंकि हमने कहा था कि परावर्तित गुणांक संचारण गुणांक बदल सकता है वे पोर्ट टर्मिनेशन पर निर्भर हो सकते हैं लेकिन S मापदंड नेटवर्क यही विशेषता है जो उनमें से किसी के भी उत्तेजित होने पर निर्भर नहीं करती हैं किसी एक इसलिए वे टर्मिनेशन पोर्ट की उत्तेजना के लिए अपरिवर्तनीय हैं इसी तरह की अवधारणा जब हम Z मापदंड कहते हैं कि यह इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि मैं किस वोल्टेज पर लागू करता हूं किस पोर्ट पर यह नेटवर्क की एक विशेषता है जो उत्तेजना या प्रतिक्रिया पर निर्भर नहीं करता है पोर्ट पर यहाँ इसी तरह की बात है अब 1 बात जो हमने आज पहले व्याख्यान में देखी है कि सामान्य तौर पर वेवगाइड प्रकार की चीजों के साथ माइक्रोवेव आवृत्ति के लिए हम वोल्टेज को विशिष्ट रूप से परिभाषित नहीं कर सकते हैं लेकिन कुछ प्रतिबंधों के तहत आप परिभाषित करते हैं लेकिन उस परिभाषा को हम उस समय केवल एक विशेष पोर्ट पर विशेष टर्मिनल पर कहते हैं मैं विशिष्ट रूप से वोल्टेज या धारा को परिभाषित कर सकता हूं तो वोल्टेज पोर्ट पर परिभाषित किए जाते हैं S मापदंड भी पोर्ट पर निर्भर होते हैं अब अगर मैं उस पोर्ट को बदल देता हूं जिसका मतलब है अगर मैं उस पोर्ट को उस टर्मिनल प्लेन को बढ़ाता हूं जिसे मैं आगे बढ़ा सकता हूं तो मुझे वोल्टेज को फिर से परिभाषित करने की आवश्यकता हो सकती है और S मापदंडों को भी बदलाव मिलेगा ताकि इसका मतलब है इस मामले में देखें कि मेरे पास नेटवर्क है मेरे पास यहां पोर्ट एक पोर्ट दो पोर्ट नौ वगैरह यह एक इनपुट नेटवर्क है S मापदंड S है अब मान लें कि मैं पोर्ट का विस्तार करता हूं और यह कहता हूं कि इस प्लेन के बजाय मैं यहां इन डैश प्लेन का मतलब है कि मैंने पोर्ट को बढ़ाया है तो निश्चित रूप से यह यहाँ वगैरह में बदल दिया गया है तो पूरी चीज़ का S मापदंड बदल जाएगा और उस नई चीज़ को हम इस नए पोर्ट के संबंध में S के बजाय S कह रहे हैं अब 2 S के बीच क्या संबंध है मान लीजिए मैं ये हर पोर्ट का विस्तार है जिसे मैं θ की एक विद्युत लंबाई द्वारा विस्तारित करता हूं जो मूल रूप से यह एक संचरण रेखा है तो वे क्षतिरहित संचरण लाइन के लिए विद्युत लंबाई θ हैं जिसका अर्थ है यदि भौतिक लंबाई l विद्युत लंबाई θ का संबंध है θ βl तो इस की विद्युत लंबाई θ है तो S' को नया किया S मापदंड जो इस द्वारा भी होगा कि पोर्ट 1 को थीटा द्वारा विस्तारित किया जाता है अब हम ϕ ϕ1 और फिर पोर्ट 2 को ϕ2 वगैरह कह रहे हैं तो आप मैट्रिक्स को इस तरह लिखते हैं तो S तो यह आपकी नई पोर्ट परिभाषा होगी तो S और S को पोर्ट विस्तार कहा जाता है और दूसरी बात यह है कि विभिन्न पोर्ट अब हम मापदंडों को परिभाषित करते हैं अब हम कहते हैं कि विभिन्न पोर्ट की प्रतिबाधा अलग अलग है यह बात कई बार मान ली जाती है कि हम एक वेवगाइड में मान लेते हैं कि 5 मोड के हैं तो हम कहते हैं कि यह वहाँ एक पोर्ट हो सकता है लेकिन हम कहते हैं कि विद्युत रूप से यह अलग अलग पोर्ट के बराबर है और प्रत्येक मोड में अलग अलग पोर्ट बाधाएं हो सकती हैं तो यह है कि कैसे सामान्य मापदंड लिखना है जब विभिन्न पोर्ट में विभिन्न बाधाएं हैं Z01 Z02 Z03 वगैरह तो पोर्ट की विशेष प्रतिबाधा असमान है स्लाइड का समय देखें 2235 उस मामले में हम जो सुझाव देते हैं कि आप वोल्टेज को फिर से परिभाषित करते हैं सकारात्मक वोल्टेज और परावर्तित वोल्टेज जो आयातित वोल्टेज है और के बजाय हम कहते हैं कि a1 b1 दो वोल्टेज हैं वे काल्पनिक हैं यह bn a1 b1 a2 b2 वगैरह हैं इसलिए यदि आप अभी लिखते हैं तो सुंदरता यहां है Pn भी आप पर निर्भर करते हैं कि Pn अभिव्यक्ति में कोई बाधा नहीं आ रही है तो वोल्टेज धारा वे इस नई सामान्यीकृत चीज में हैं जो वे प्रतिबाधा पर निर्भर हैं लेकिन शक्ति नहीं है यदि आप इसे an के रूप में लिखते हैं लेकिन अगर आप इसे V के संदर्भ में लिखते हैं तो यह शक्ति के रूप में भी प्रतिबाधा पर निर्भर होगी इसलिए आमतौर पर पोर्ट प्रतिबाधा से स्वतंत्र शक्ति यह शक्ति वह चीज है जो कई मामलों में आवश्यक होती है इसलिए यदि आप पावर एक्सप्रेशन को पोर्ट प्रतिबाधा से स्वतंत्र बनाना चाहते हैं तो इस सामान्यीकृत S मापदंड a b का उपयोग किया जा सकता है तो Vn In पोर्ट प्रतिबाधा पर निर्भर करता है तो आप देखते हैं कि Sij पोर्ट प्रतिबाधा पर निर्भर करता है लेकिन b a के संदर्भ में कोई प्रतिबाधा नहीं आ रही है यह 1 अग्रिम अवधारणा है जिसका हम उल्लेख कर रहे हैं क्योंकि हम S मापदंड की शुरुआत कर रहे हैं यदि आपके पास विभिन्न पोर्ट मिल रहे हैं तो आप इसे b a संदर्भ में लिख सकते हैं लेकिन आम तौर पर साधारण मामलों में आपको इसकी आवश्यकता नहीं होती है जब किसी विशेष गाइड में विभिन्न उच्च क्रम होते यात्रा कर रहे हैं आप इन सामान्य स्कैटरिंग मापदंडों का उपयोग कर सकते हैं बजाय a b के S मापदंड के गुणों में बस इतना ही था हमने इसके गुणों के बारे में देख लिया इसलिए हम अगले व्याख्यान में देखेंगे कि नेटवर्क विश्लेषक कैसे काम करता है और यह कैसे S मापदंड का पता लगाने में मदद कर सकता है धन्यवाद